पेल्टियर आधारित कुलिंग हम इसे कैसे कर सकते हैं चलिए इस दृश्य को देखते हैं हमने इसे पहले देखा है यह कोल्ड cold ठंडा जंक्शन है यह हॉट hot गरम जंक्शन है इनके बीच में आपके पास एक हीट पंप है जो पेल्टियर तत्व है जो विद्युत ऊर्जा को अंदर लेकर कोल्ड जंक्शन से QC मात्रा की हीट निकाल कर इसे गर्म जंक्शन पर पहुंचा रहा है चलिए हम इस हिट पंप को एक स्क्वेयर बॉक्स Square Box वर्गाकार बॉक्स के साथ बदलते हैं जो कि पेल्टियर तत्व को प्रदर्शित कर रहा है जिसके दो विद्युत टर्मिनल हैं जैसा कि यह दिखाया गया है अब विद्युत टर्मिनलों से हम एक डीसी डीसी कनवर्टर के आउटपुट को कनेक्ट करते हैं तो यह डीसी डीसी कनवर्टर का आउटपुट है पावर इस तरह से बह रहा है डीसी डीसी कनवर्टर के इनपुट पर हमारे पास यह बफर कैपेसिटर हैं और उसके टर्मिनलों को एक पीवी सोर्स पीवी मॉड्यूल पीवी अरे पीवी पैनल से जोड़ा गया है ये सभी पीवी सोर्स होते हैं जो कि उचित रूप से इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें इन टर्मिनल पर जोड़ा जा सके वहां डीसी डीसी कनवर्टर में पीवी मॉड्यूल से पावर प्रवाह है और डीसी डीसी कनवर्टर के आउटपुट से पेल्टियर में है तो यह पीवी मॉड्यूल का टर्मिनल वोल्टेज वीटी है आपके पास ड्यूटी साइकल है जिसका उपयोगकंट्रोल इनपुट पर किया जाएगा और आपके पास वीपी है जो पेल्टियर तत्व का टर्मिनल वोल्टेज है यहां एक और अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर आईपी भी है जो की करंट है जो कि पंपिंग एक्शन हिट पंपिंग एक्शन को प्राप्त करने के लिए पेल्टियर तत्व में फीड किया जा रहा है तो हम थर्मल जानते हैं हम प्रतिरोध जानते हैं ओम में उस प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध को जो कि पेल्टियर तत्व द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो डेटाशीट में दिया गया है हमने देखा और फिर इसका उपयोग करते हुए आप इन्सोलशन के साथ ड्यूटी साइकल को समायोजित करें ड्यूटी साइकल को इस तरह नियंत्रित किया जा सकता है कि पीवी मॉड्यूल अधिकतम पावर बिंदु पर संचालित होता है यह कैसे करना है हम जानते हैं तो अधिकतम पावर बिंदु संचालित पीवी पैनल डीसी डीसी कंट्रोलर सेटअप का उपयोग पेल्टियर तत्व को पावर देने के लिए किया जा सकता है तो ड्यूटी साइकल का उपयोग आईपी करंट जो कि पेल्टियर जंक्शन को दीया जाता है और क्यूसी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है जिसे कोल्ड जंक्शन से निकाला जा सकता है और फिर हॉट जंक्शन में दीया जा सकता है तो इस प्रकार यह हीट पंपिंग की प्रक्रिया है लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है मान लीजिए कि यह गर्म जंक्शन है और फिर मेरे पास एक ठंडा जंक्शन है और इनके बीच में मेरे पास यह हीट पंप है क्यूसी को कोल्ड जंक्शन से निकाला जाता है और क्यूएच के रूप में हॉट जंक्शन को दिया जाता है जिसमें पंपिंग के लिए आवश्यक एनर्जी भी शामिल होती है अब यह हॉट जंक्शन कोल्ड जंक्शन की तुलना में अधिक तापमान पर है जो कम तापमान पर है जब हिट को एक कोल्ड कम टेंपरेचर से उच्च टेंपरेचर तक प्रवाह करना होता है तो आपको एक पंप की आवश्यकता होती है यह बहुत अधिक कठिन है लेकिन उच्च टेंपरेचर से कोल्ड टेंपरेचर तक हिट का प्रवाह ऑटोमेटिक होता है आपको पंप के साधनों की आवश्यकता नहीं होती है तो ऑटोमेटिक रूप से हिट इस तरह या इस तरह से एक पाथ खोज लेगी और फिर कोल्ड जंक्शन पर पहुंच जाएगी और Δt जो आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वह वास्तव में नीचे आ जाएगा और इन दोनों जंक्शनों के बीच तापमान का अंतर इतना अधिक नहीं होगा इस प्रकार यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है की न केवल आपको हिट को पंप करना पड़ता है आपको उस हिट को वहां बनाए रखना चाहिए या इसे कहीं और निकालना चाहिए ताकि यह कोल्ड जंक्शन पर वापस न आ सके और Δt को कम कर सके यह ऐसा है यह एक पानी पंप करने के जैसा है मान लीजिए कि हम पानी को लो लेवल से हाई लेवल तक पंप करते है और यदि आपके द्वारा पंप किए जाने वाले ओवर हेड टैंक में एक बड़ा लीकेज होता है तो आप जो भी पानी भरते हैं वह नीचे आ जाता है और यह कभी नहीं भरता है और फिर सभी पानी अभी भी नीचे बचा हुआ है इस प्रकार पानी को पंप करने से कुछ कार्य नहीं हुआ यहाँ भी वही तरीका हैअगर हिट फिर से वापस आ रही है तो हिट पंप ज्यादा काम का नहीं है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हॉट साइड पर हीट को बनाए रखें या हॉट साइड से हीट कहीं और हटा दें ताकि यह पुनः कोल्ड जंक्शन पर ना पहुंच सके तो पेल्टियर आधारित एप्लिकेशनके पूरे डिजाइन को ध्यान में रखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात हिट हटानाऔर थर्मल पहलु है ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और फिर हमें यह देखना होगा कि कैसे हम पेल्टियर आधारित कुलिंग एप्लिकेशन को डिजाइन करने के बारे में जाते हैं चलिए हम पेल्टियर आधारित कुलिंग एप्लिकेशन के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं एक पीसीबी लीजिए यह हरे रंग की पट्टी जिसे आप यहां देखते हैं मान लीजिए कि यह एक पीसीबी है और उसके शीर्ष पर हमारे पास एक कंपोनेंट है जो गर्म होता जा रहा है जो पावर को डिसीपेट कर रहा है तो मुझे पीसीबी पर एक कंपोनेंट को लगाने दीजिए जो कि पावर को डिसीपेट कर रहा है और यह हमारा उद्देश्य है कि इससे होने वाली हिट को दूर किया जाए और फिर इसे एक रेटेड टेंपरेचर जंक्शन टेंपरेचर के भीतर रखा जाए ताकि यह ठीक से कार्य कर सकें अब यह कंपोनेंट कंपोनेंट के सेंटर में इसके कोर के भीतर जंक्शन में इसके अंदर होने वाले विद्युत प्रवाह के कारण हीट उत्पन्न हो रही है यहां एक पावर है जो डिसिपेट हो रहा है और यह पावर बाहर जाना चाहिए और यह बिंदु यहां एक हिट सोर्स में माना जा सकता है या हिट के रूप में माना जा सकता है जो उत्पन्न हो रही है और इसे वहां से बाहर निकलना है इस फैशन में इस प्रकार यह हिट का प्रवाह है और फिर हम इसे QC कहते हैं तो इस प्रकार हिट की क्यूसी मात्रा को निकाला जा रहा है इस कंपोनेंट के भीतर डिसिपेशन के कारण पावर की इतनी मात्रा बाहर आ रही है और यह गर्म हो रहा है अब हम देखते हैं कि हम एक पेल्टियर आधारित कुलिंग डिजाइन बनाने के लिए कुछ संबंध कैसे बनाएंगे अब मैं इस सेंट्रल कोर को जंक्शन बुलाता हूं जहां हिट उत्पन्न हो रही है अधिकतर अधिकांश अर्धचालक जंक्शनों या सेंट्रल कोर में जहां कई कंपोनेंट में हिट उत्पन्न हो रही है इसलिए मैं इसे J कहूंगा और हिट यहां बाहरी परिवेश में बह रही है और मैं उस परिवेश को बुलाऊंगा और मैं उस परिवेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बिंदु रखता हूं और मैं उसको A A परिवेश के लिए कहूंगा तो यह यहाँ एक सचित्र दृश्य है कि क्या हो रहा है हम इसे एक थर्मल विज़ुअलाइज़ेशन में मैप करते हैं तो मुझे थर्मल फैशन में एक समतुल्य सर्किट के साथ कल्पना करने दे अब मैं एक करंट सोर्स रखता हूं करंट सोर्स हिट प्रवाह को प्रदर्शित कर रहा है जो हिट उत्पन्न होती है और जो बाहर बह रही है उसे इस कंपोनेंट से बाहर निकाला जाता है तो यह करंट सोर्स इस तरह से बह रहा है यह नोड मैं उसको J कहूंगा और वह यहाँ इस कोर को प्रदर्शित करने वाला जंक्शन है जिसके बाद में एक प्रतिरोध लगाया गया है यह इलेक्ट्रिकल सर्किट के दृष्टिकोण से प्रतिरोध नहीं है यह एक थर्मल प्रतिरोध है और दूसरी तरफ मेरे पास इस तरह से सर्किट पूरा होता है ताकि पावर का प्रवाह इस तरह से हो जैसे विद्युत परिपथ लेकिन यह विद्युत परिपथ नहीं है यह एक थर्मल दृश्य है अब मैं इस नोड को परिवेश कहूंगा और इस भौतिक चित्र दृश्य पर वापस आ रहा हूं यह जंक्शन यहां क्यूसी मात्रा का पावर उत्पन्न कर रहा है जो बाहर बह रहा है जैसा कि दिखाया गया है और यह यहां एक करंट सोर्स के समतुल्य है जिसका मान क्यूसी है और क्यूसी करंट सोर्स इस दिशा में बह रहा है और इस थर्मल प्रतिरोध पर ड्रॉप है और वह इस और इसके बीच तापमान का अंतर है तो अब हम कहते हैं कि क्यूसी वाट बह रहा है यह नोड TJ नामक तापमान पर है जो कि जंक्शन तापमान है और यह नोड तापमान TA पर है और यह परिवेश का तापमान है और इस एलिमेंट को मैं RθJA कहता हूं जो कि जंक्शन से परिवेशीय JA के लिए थर्मल प्रतिरोध है तो अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि इन सभी पैरामीटर के बीच क्या संबंध है तो टीजे माइनस टीए मुझे इसमें रुचि है कि ΔT क्या है TJ से TA ΔT क्या है अर्थात कौन से पोटेंशियल के कारण हिट प्रवाह होगा और वह इस क्यूसी और थर्मल प्रतिरोध के बराबर है इसलिए मैं उसे क्यूसी के अंदर RθJA थर्मल प्रतिरोध कहूंगा और अधिक सामान्य रूप में मैं कह सकता हूं कि हिट प्रवाह में ΔT थर्मल प्रतिरोध के बराबर है यदि आप ΔT और क्यूसी के संदर्भ में थर्मल प्रतिरोध लिखना चाहते हैं तो हम ΔT को थर्मल प्रतिरोध के रूप में लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच टेंपरेचर का अंतर थर्मल प्रतिरोध पर तापमान अंतर डिवाइड बाई क्यूसी थर्मल प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित हिट यह एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसका उपयोग अधिकांश थर्मल विज़ुअलाइज़ेशन में किया जाएगा इसे याद रखें ΔT डिग्री केल्विन में है क्यूसी वाट्स में है इसलिए थर्मल प्रतिरोध एक डिग्री केल्विन प्रति वाट या डिग्री सेंटीग्रेड प्रति वाट में है क्योंकि जब आप थर्मल लेते हैं तो ΔT यह एक थर्मल तापमान अंतर है इसलिए आप डिग्री सेंटीग्रेड प्रति वाट का भी उपयोग कर सकते हैं दोनों संख्यात्मक रूप से ठीक हैं पीसीबी पर लगा यह कंपोनेंट क्यूसी पावर की एक मात्रा को डिसिपेट कर रहा है और जो बाहर परिवेश को दिया जा रहा है और हमने देखा कि समीकरण इस संबंध द्वारा दिया गया है यह टीजे जंक्शन तापमान है टीए परिवेश का तापमान जंक्शन और परिवेश तापमान में अंतर ΔT RθJA जंक्शन से परिवेश थर्मल प्रतिरोध पावर की मात्रा जो प्रवाहित हो रहा है के बराबर है जो कि हीट प्रवाह क्यूसी वाट्स में है अब मुझे पुन व्यवस्थित करने दो जंक्शन तापमान TA RθJA QC के बराबर है अब यहाँ हम जानते हैं कि उदाहरण के लिए कहें तो TA का पता लगाया जा सकता है मान लें कि हम इसे अधिकतम 400C पर रखते हैं RθJA कंपोनेंट पर निर्भर है हीट डेटा के आधार पर हम Rθ जंक्शन से एम्बिएंट प्राप्त कर सकते हैं जो हमें उदाहरण के लिए 100CW कहते हैं कंपोनेंट के अंदर डिसिपटेड क्यूसी पावर की मात्रा 20 W है इसलिए हमें इस घटक से 20 W का पावर बाहर निकालने की आवश्यकता है अब इन संख्याओं को उदाहरण के तौर पर टीजे के रूप में इस्तेमाल करते हुए जंक्शन का तापमान 40 10 20 हो जाता है इस तरह 2400C है अब यह एक बहुत ज्यादा उच्च तापमान है और अधिकांश समय जब यह 1500C क्रॉस करेगा तो यह कंपोनेंट जल जाएगा इसलिए हमें जंक्शन तापमान को उस तापमान तक नहीं बढ़ने देना चाहिए जिसका अर्थ है कि हमें यह देखना चाहिए कि हिट इस कंपोनेंट से बहुत जल्दी बाहर निकल जाए तो हम इसे कैसे कर सकते हैं क्यूसी पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि यह सर्किट के अन्य पैरामीटर पर निर्भर है टीए पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि परिवेश का टेंपरेचर आपके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है यह बाहरी परिवेश द्वारा तय किया जाता है आप केवल एक चीज नियंत्रित कर सकते हैं वह है थर्मल प्रतिरोध इसलिए यही वह है जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं और आप इसे कम कर सकते हैं आप इसे कैसे कम कर सकते हैं तो यही वह जगह है जहाँ पेल्टियर कूलिंग चित्र में आती है इसलिए हम प्रारंभ में हीट सिंक रखेंगे और देखेंगे कि कैसे हीट सिंक जंक्शन तापमान को कम करेगा और बाद में हम इस कंपोनेंट को ठंडा करने के लिए एक पेल्टियर तत्व रखेंगे और फिर देखेंगे कि यह कंपोनेंट से हीट को हटाने में कैसे सुधार करेगा चलिए हम यहां ज़ूम इन करें आइए इसे बड़ा करें और फिर यहां थर्मल प्रतिरोध को देखें इस प्रकार हमारे पास पीसीबी पर रखा गया कंपोनेंट है जो मैग्नीफाइड है ज़ूम इन है और हमारे पास कोर है जहां हिट डीसीपेट होता है और उस कोर से हमारे पास केस तक एक थर्मल प्रतिरोध है और जो कि जंक्शन से केस तक Rθ है इसलिए मैं जंक्शन से केस कहूंगा फिर केस से परिवेश तक एक थर्मल प्रतिरोध है इसलिए हम उसको Rθ केस से परिवेश कहते हैं इस प्रकार आप जंक्शन से परिवेशी थर्मल प्रतिरोध को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं Rθjc जो थर्मल प्रतिरोध है जंक्शन से केस और केस से परिवेशी तक j से a तक के लिए केस से परिवेशी तक प्रतिरोध पूरे थर्मल प्रतिरोध के लिए प्रमुख योगदानकर्ता होगा यह छोटा भाग होगा यह संबंधित कंपोनेंट के डेटा शीट में दिया जाएगा तो Rθja को Rθjc Rθca के रूप में लिखा जा सकता है अब यह लगभग मान लीजिए 050CW के आस पास होगा यह अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग होगा लेकिन मैं सिर्फ परिमाण का क्रम दे रहा हूँ और शेष भाग लगभग 950CW होगा उदाहरण के लिए जिसे हमने अभी चर्चा की थी तो यह वही है जिसे कम करने की आवश्यकता है तो हम इसे कैसे कम कर सकते हैं हम एक हीट सिंक लगाने की कोशिश कर सकते हैं यह देख सकते हैं कि हीट डिसिपेट हो रही है हीट सिंक को लगाकर हीट जल्दी से बाहर निकल जाती है और हम पेल्टियर व हीट सिंक को एक साथ लगा कर इसे और भी बेहतर बना सकते हैं तो हम हम देखेंगे कि हम किस तरह से यह करेंगे अब कल्पना करें कि यह कंपोनेंट पीसीबी पर लगाया गया है हम कंपोनेंट की सतह पर एक हीट सिंक लगाएंगे ताकि यह तेजी से डिसिपेट करें यह कंपोनेंट के भीतर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के प्रवाह को अधिक तेज तरीके से परिवेश तक पहुँचने में सक्षम बनाता है तो जिसका अर्थ है कि हम केस से परिवेश तक थर्मल प्रतिरोध को कम करना चाहते हैं तो हम एक हीट सिंक बनाते हैं बाजार में कई हीट सिंक उपलब्ध हैं आप थर्मल प्रतिरोध देख सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स द्वारा विभिन्न हीट सिंक के डेटा शीट कैटलॉग में दिए गए हैं और उचित रूप से थर्मल प्रतिरोध का चयन करते हैं तो मैं इसे बनाता हूं इस हीट सिंक को बनाता हूं तो यह एक हीट सिंक है इसमें यह बहुत सारे फीन होते हैं फीन के कारण सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और सतह के क्षेत्र में वृद्धि के कारण हीट अधिक आसानी से एक अधिक बड़े सतह क्षेत्र के माध्यम से बाहर जा सकती है और हमारे पास यह कोर है जो वास्तव में हीट QC पैदा कर रहा हैयह जंक्शन है इसे हम पूरी सीमा के बीच की सीमा कहेंगे जो मैं इस बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं जहां कंपोनेंट का केस हीट सिंक के संपर्क में आता है मैं उस स्थान पर प्रतीक C को लगा रहा हूं जो कि केस का प्रतिनिधित्व करता है और यह पूरी हीट सिंक है मैं इसे S कह रहा हूं और फिर आपको वह परिवेश प्राप्त होता है जो अंतत ऊष्मा को परिवेश के तापमान तक पहुंचाने के लिए होता है यह परिवेश इसे A कहेंगे इस प्रकार यदि आप देखते हैं कि वहां हीट QC है जिसे इस जंक्शन से निकालने की आवश्यकता है जिसे निकालकर केस पर भेजना है और केस से सिंक तक और सिंक से परिवेश तक भेजना है इसलिए यदि आप अब थर्मल इक्विवेलेंट सर्किट की कल्पना करते हैं तो मेरे पास एक कांस्टेंट करंट सोर्स है जिसका एक मान क्यूसी है अब मैं यहां एक थर्मल प्रतिरोध रखता हूं और मैं उसको जंक्शन से केस कहता हूं Rθ जंक्शन से केस फिर एक और थर्मल प्रतिरोध हम उसको केस से सिंक कहेंगे इसलिए वहां बाउंड्री पर एक प्रतिबाधा है जो कि इस पर निर्भर करती है की केस व हिट सिंक के बीच कितना अच्छा संपर्क है तो हम कहेंगे कि केस से सिंक और फिर सिंक से परिवेश में आपके पास थर्मल प्रतिरोध होगा इस प्रकार हम कहेंगे कि किसी के पास सिंक से परिवेश के लिए है और परिवेश जमीन का तापमान संदर्भ तापमान है तो जंक्शन केस सिंक परिवेश और हमारे पास क्यूसी मात्रा का पावर है जो बह रहा है हीट पावर जो बह रहा है वहां जंक्शन तापमान Tj केस तापमान Tc सिंक तापमान Ts और परिवेश तापमान Ta है परिवेश तापमान पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि यह बाहरी परिवेश से निर्धारित होता है तो Tj Ta तापमान अंतर क्या है Tj Ta सभी थर्मल प्रतिरोधों के पर तापमान में गिरावट है तो हम संबंध Tj Ta बराबर लिखते हैं Rθjc के तापमान में गिरावट क्या है यह Rθjc हिट प्रवाह Qc होगा तो Rθjc Qc Rθcs QC एक ही क्यूसी जो इस थर्मल सर्किट से बह रहा है Rθsa QC ड्रॉप होगा इस थर्मल प्रतिरोध पर तापमान में ड्रॉप तो यह हमारा समीकरण है प्रत्येक थर्मल ड्रॉप है तो यह Tj Tc को प्रदर्शित करता है यह Tc Ts को प्रदर्शित करता है यह Ts Ta को प्रदर्शित करेगा इसलिए यदि हम विशिष्ट मूल्यों का उपयोग करते हैं तो मान लें कि Rθjc का क्रम 05oCW है Rθcs का क्रम 01oCW Rθsa निसंदेह आप विभिन्न थर्मल प्रतिरोध के विभिन्न प्रकार बाजार से खरीद सकते हैं मैं कुछ विशिष्ट मूल्य 10CW लूंगा और हम जानते हैं कि यह क्यूसी पिछले उदाहरण से 20 वाट है जिस पर हमने चर्चा की और Ta 400C है निश्चित रूप से यह भी अलग अलग जगह से अलग अलग हो सकता है उस विशेष स्थान के लिए आप परिवेश ले सकते हैं या आपको परिवेश लेना चाहिए यदि यह एक एंक्लोजरबाड़ के भीतर आपको एंक्लोजरबाड़ के साथ परिवेश को लेना चाहिए साधारणतया यदि कंपोनेंट एंक्लोजरबाड़ के भीतर है तो एंक्लोजरबाड़ के भीतर सबसे खराब स्थिति परिवेश को 500 के रूप में लिया जाता है तो अब आप Tj की गणना कर सकते हैं तो Tj 40 प्लस यह मान है 40 प्लस यह मान 10 है 100 प्लस यह मान 20 है यह मान 200 है इसलिए यह 720C आता है इस प्रकार इसकी तुलना पहले के मूल्य से करें जो हमने 2400C सी से प्राप्त किया था इसलिए हीट सिंक लगाकर आप वास्तव में जंक्शन तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं जो सुरक्षित है जो विशेष कंपोनेंट की रेटिंग के भीतर अच्छी तरह से है अब यदि हम एक पेल्टियर लगाते हैं एक पेल्टियर जंक्शन या पेल्टियर तत्व को बीच में लगाते हैं तो आप देखेंगे कि वास्तव में Rθsa बेहतर रूप से बेहतर होता है और हीट दूर होने में बहुत अधिक सुधार होता है तो हम इस पर पेल्टियर जंक्शन कैसे लगाते हैं हम इस पर एक नज़र डालेंगे अब हम बीच में एक पेल्टियर कूलर लगाकर सिंक से परिवेश s से a Rθsa थर्मल प्रतिरोध में सुधार करेंगे तो आइए हम इस पेल्टियर जंक्शन को बीच में लगाते हैं तो मैं हीट सिंक को उठाऊंगा और बीच में मैं इस पेल्टियर तत्व को लगाऊंगा तो इस पेल्टियर तत्व में इस तरह से लाए गए 2 टर्मिनल होंगे और जिन 2 टर्मिनलों को आप DC DC कनवर्टर से कनेक्ट करते हैं और DC DC कनवर्टर इस तरह से एक पीवी पैनल से पावर प्राप्त कर रहा हैं इस तरह से जुड़े हुए हैं और पावर पीवी स्रोत से डीसी कनवर्टर के माध्यम से पेल्टियर जंक्शन में बह रही है जो कोल्ड जंक्शन से हीट पंप करने के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान कर रहा है यह कंपोनेंट जो हीट जंक्शन के लिए कोल्ड जंक्शन माना जाता है जो गर्म जंक्शन है तो अब आपके पास डीसी डीसी कनवर्टर हो सकता है जहां ड्यूटी चक्र नियंत्रित किया जाता है और MPPT कंट्रोलर ब्लॉक एक अधिकतम पावर प्वाइंट कंट्रोलर ब्लॉक से जुड़ा हुआ है तो यह भाग एक फोटोवोल्टिक पैनल से अधिकतम पावर प्वाइंट कंट्रोलर डीसी डीसी कनवर्टर का इंटरफ़ेस होगा अब जब आप पेल्टियर जंक्शन को करंट के माध्यम से पावर देते हैं अब यह कंपोनेंट जो हीट की क्यूसी मात्रा पैदा कर रहा है पेल्टियर जंक्शन को क्यूसी मात्रा में हीट को हटाने और इसे हीट सिंक पर पास करने के लिए है तो यह ब्लॉक कंपोनेंट ब्लॉक कोल्ड जंक्शन बन जाएगा तो पेल्टियर का कोल्ड जंक्शन भाग किनारे पर आ जाएगा और पेल्टियर का गर्म जंक्शन भाग हीट सिंक पक्ष पर होना चाहिए कंपोनेंट का तापमान केस तापमान पर होगा जो कि TC है हीट सिंक का तापमान हीट सिंक तापमान पर होगा जो TS है हम इस पेल्टियर तत्व का चयन कैसे करते हैं आपको इन महत्वपूर्ण पैरामीटर के लिए डेटा शीट को देखने की आवश्यकता है क्यूसी घटक पावर क्यूसी है और पेल्टियर को हीट की इस मात्रा को हीट सिंक में स्थानांतरित करना है तो हीट का प्रवाह क्यूसी होगा और पेल्टियर से गुजरने वाला क्यूसी पेल्टियर डेटा शीट से क्यूमैक्स से कम होना चाहिए और एक अन्य महत्वपूर्ण पैरामीटर आईपी है जो कि पेल्टियर में बह रहा है और आईपी पेल्टियर डेटा शीट में दिए गए imax से कम होना चाहिए TS माइनस TC ΔT T TS माइनस TC पेल्टियर जंक्शनों पर ΔT है और यह एक डिज़ाइन पैरामीटर है यह एक विशेष एप्लिकेशन के लिए है जहां यह तय किया जाना चाहिए कि ΔT कितना होना चाहिए इस विशेष उदाहरण में हीट सिंक और केस के बीच तापमान में कितना अंतर होना चाहिए तो यह इस कंपोनेंट के स्पेसिफिकेशन से आता है यह कितने केस तापमान के साथ रह सकता है यह कितने जंक्शन तापमान का सामना कर सकता है डिजाइनर को केस के तापमान और हिट सिंक तापमान को व्यवस्थित रूप से तय करना चाहिए तो हम ΔT को 150C कहते हैं इस प्रकार से कि यह डिजाइन स्पेसिफिकेशन में आना चाहिए अब क्यूसी वास्तव में इस कंपोनेंट में डीसीपेट होने वाले पावर की मात्रा है तो यह एक MOSFET हो सकता है यह एक IGBT हो सकता है यह एक IC एक माइक्रोकंट्रोलर IC हो सकता है यह एक प्रोसेसिंग हाई पावर प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग IC हो सकता है इसलिए यहां पर डीसीपेट होने वाला पावर उस कंपोनेंट पर निर्भर करता है जिससे आप हिट को दूर करना चाहते हैं और इसे ठंडा रखना चाहते हैं तो यह फिर से एक डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है जो सिस्टम के अन्य भागों से आता है जो सिस्टम के अन्य भागों द्वारा निर्धारित होता है iP वास्तव में आप पेल्टियर तत्व को चुनने के बाद डेटा शीट से निर्धारित कर सकते हैं तो इन कारकों को ध्यान में रखते हुए ΔT एक डिजाइन स्पेसिफिकेशन है QC एक डिजाइन स्पेसिफिकेशन है आइए हम डेटा शीट पर नजर डालें और देखें कि हम पेल्टियर तत्व पर निर्णय लेने की कोशिश में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब डेटा शीट में इस थर्मोग्राफ नोमोग्राफ को ले अब एक्स अक्ष ΔT अब हमारे एप्लीकेशन में यह TS माइनस TC हीट सिंक तापमान माइनस केस तापमान है अब आप इसे कुछ मान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं मान लीजिए कि यह 150 150 का अर्थ यहाँ कहीं है तो आइए हम इस 150 पर एक रेखा खींचते हैं तो आप देखते हैं कि यह 150 पर प्रतिच्छेद करता है यह नोमोग्राफ वक्र को प्रतिच्छेद हो करता है जो अलग अलग iP करंटपेल्टियर जंक्शन करंट पर वक्रों के परिवार है तो यहाँ एक और प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ एक और संभावित ऑपरेटिंग बिंदु है और इसी तरह आगे तो यदि आप आवश्यकता से देखते हैं तो हमारे पास ΔT की डिजाइन स्पेसिफिकेशन से यह है अब क्यूसी एक और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है क्योंकि क्यूसी हिट की वह मात्रा है जिसे पेल्टियर जंक्शन को कोल्ड जंक्शन से निकालना होगा और इस मामले में कोल्ड जंक्शन वह कंपोनेंट है जो हिट को नष्ट कर रहा है तो क्यूसी हमने पिछले उदाहरण में 20 वाट कहा था अब हम कहते हैं कि 20 वाट आप कंपोनेंट से हटाने पर विचार करना चाहते हैं और इसे हीट सिंक पर पास करना चाहते हैं अब 20 वाट लगभग यहां है और यहां लगभग सभी बिंदु यहां 20 वाट से नीचे हैं इसलिए मैं उसे नहीं चुन सकता वहां एकमात्र बिंदु 20 वाट के ऊपर है जो यहां है इसलिए यदि मैं 3 एंपियर करंट पास करता हूं तो मैं 20 वाट से अधिक पावर हटाने में सक्षम हो जाऊंगा और इसे 150C तापमान अंतर Δt के लिए हीट सिंक पर धकेलूंगा तो यह वह ऑपरेटिंग बिंदु है जिस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है जो कि 20 वाट्स क्यूसी से अधिक है और आपको पेल्टियर जंक्शन के माध्यम से 3 एंपियर के पावर को पास करना चाहिए 3 एंपियर करंट पेल्टियर जंक्शन के माध्यम से पास करना चाहिए ताकि इसके पास हीट निकालने के लिए पर्याप्त पावर हो क्यूसी मात्रा की हीट प्रवाहित हो और हीट सिंक पर पास करें तो इस तरह से आप यह तय कर सकते हैं कि पेल्टियर की कम से कम 20 से अधिक की पावर रेटिंग होनी चाहिए लगभग 24 या 28 वाट्स पेल्टियर तत्व को नॉमोग्राफ से उचित रूप से चुना जा सकता है और थर्मो नॉमोग्राफ पर क्यूसी व ΔT के प्रतिच्छेद बिंदु को देखकर आप यह निश्चित कर सकते हैं कि पेल्टियर जंक्शन में कितनी मात्रा में iP करंट भेजा जाए यह अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हीट सिंक हीट सिंक में डाली जाने वाली हीट को उस दर पर हटा दिया जाना चाहिए जिस दर पर पेल्टियर जंक्शन कंपोनेंट व सिंक के जंक्शन से हीट को प्रवाह की अनुमति दे रहा है इस प्रकार QC हीट प्रवाह की इस दर को सिंक से परिवेश तक बनाए रखा जाना चाहिए अन्यथा सिंक तापमान बढ़ जाएगा और एक बार सिंक तापमान बढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि TC तापमान भी बढ़ेगा यही कारण है कि केस के तापमान में भी वृद्धि होगी क्योंकि आपका ΔT नॉमोग्राफ और पंप की करंट मात्रा जो कि पेल्टियर तत्व पंप कर रहा है से तय होता है और एक परिणाम के रूप में तब J जंक्शन तापमान TJ बढ़ेगा तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यदि आप कोल्ड साइड से हीट को दूर करने के लिए पेल्टियर जंक्शन बनाते हैं तो न केवल यह पर्याप्त है कि इसे इसे गर्म पक्ष में डालें बल्कि आपको अपने सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि यह हीट सिंक उसी दर पर परिवेश में सिंक से हीट को बाहर निकालने में सक्षम हो तभी पूरा सिस्टम एक साथ कूलर के रूप में ठीक से काम करेगा तो आप देखेंगे कि ऐसे कई उत्पाद हैं जहां सिर्फ हीट सिंक पर्याप्त नहीं है यदि पर्याप्त कूलिंग की आवश्यकता होती है और यदि हीट सिंक बहुत बड़ा बना दिया जाता है तो यह बोझिल हो सकता है हो सकता है कि यह एंक्लोजर बाड़े में फिट नहीं हो इसलिए हीट सिंक छोटा बनाया जाता है ओर वे इसके अलावा एक अतिरिक्त ब्लोअर एक पंखा जोड़ देंगे कुछ इस तरह से तो यह पंखा दो टर्मिनल और ब्लेड के रूप में है और यह पंखा डीसी डीसी कनवर्टर के आउटपुट से संचालित होगा डीसी डीसी कनवर्टर से एक और टर्मिनल का सेट उपलब्ध है इसलिए यह डीसी डीसी कनवर्टर एक मल्टी आउटपुट DC DC कनवर्टर होना चाहिए जो पंखे से जुड़ा होगा और पंखे को नियंत्रित करेगा तो पंखा फोर्स कूलिंग में सहयोग प्रदान करेगा यह हीट सिंक के पंखों के माध्यम से हवा प्रवाहित करेगा जिससे यह हीट को अधिक तीव्र गति से हटा देगा हीट सिंक व पंखे का साथ में थर्मल प्रतिरोध Rθ सिंक से परिवेश होगा जो कि केवल हीट सिंक की तुलना में बहुत कम है इसलिए दिए गए हीट सिंक के आकार के लिए फोर्स एयर कूलिंग से हीट सिंक के माध्यम से बहुत तेजी से हीट फ्लो होगा इस प्रकारडीसी डीसी कनवर्टर के साथ युग्मित यह पंखा MPPT यह सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेल्टियर ड्राइविंग करते हैं आमतौर पर थर्मो इलेक्ट्रिक कंट्रोलर के रूप में संदर्भित होते हैं तो यह कुल Peltier कूलिंग सिस्टम है जो आपको बाजार में कई प्रोडक्ट में उपलब्ध हो सकता है